यह कर्व A से B तक 3992≤λ≤4676 तक और 54 से 73 तक लोड दर्शाती है यह भाग AB है यह रेखिए समीकरण है यह भाग यहाँ दिखाया गया है इसके बाद BC है यहाँλ02 PL38 है यह 73 MW से शुरू होता है और कुल 295 MW है तो हमें यह सीधी रेखा प्राप्त होती है अब अंत मे λ 036 PL 328 है यह कर्व का C to D तक का भाग है यानी कि λ734 से 788 तक यह PL vs λ ग्राफ़ है यह तीन अलग रेखाए बनायी गई है तीन अलग स्लोप के साथ इस तरफ़ कुल लोड है और इस तरफ़ λ अब इस उधारण के आधार पर ही दूसरा उधारण लेंगे जिसमें आँकड़े कुछ अलग लिए गए है इस प्रश्न मे हमें 26666 MW लोड को जेनरेटिंग यूनिट द्वारा बराबर भार बँटवारे की तुलना मे अनुकूलित कुल भार वितरण पर कुल बचत देखनी है बराबर बँटवारा मतलब 13333 MW हर यूनिट पर अब तालिका रूप मे देखेंगे अगर 26666 का अनुकूलन यह लेंगे तो Pg116111 MW और यह Pg2 1055 MW होगा अगर दोनो द्वारा भार बराबर बाँटा जाएगा तो इसे 2 से भाग देना होगा Pg113333 MW और Pg213333 MW होगा यह C1 है क्यूँकि यह IC1 दिया गया है इसे इंटिग्रेट करने पर C1dC1dPg1 dPg1018 Pg141dPg1 प्राप्त होगा तो यह C1009 Pg1241 Pg1K1 बनेगा K1 एक कोंस्टंट है इसी तरह से C2dC2dPg2 dPg2036 Pg241dPg2होगा यानी कि C2018 Pg2232 Pg2K2 K2 दूसरा कोनसटेंट है यह ICs दिए गए है इनको इंटिग्रेट करने पर C1 और C2 प्राप्त होंगे अब अगर अनुकूलन लेंगे यानी कि 26666 जेनरेट करने के लिए अनुकूल इंधन लागत लेने पर Pg116111 और C210555 Rshr प्राप्त होगा इन्हें Pg1 के इस केरेक्ट्रिसटिक मे प्रतिस्थपित करने पर C1Pg116111C2Pg210555 009×16111241×16111 K1018×10555232×10555K214324K1K2 Rshr प्राप्त होगा K1 K2 कोनसटेंट है जब लोड बराबर बाँटा जाएगा तब कुल इंधन लागत C1Pg113333C2Pg213333 होगी यानी कि 009×13333241×13333 K1018×13333232×13333K214533K1K2 Rshrहोगी जहाँ K1K2 कोनसटेंट है तो इस से पता चल जाएगा कि यह ज़्यादा होगा अनुकूलन मे कुल बचत14533K1K2 14324K1K2209 Rshrहोगी लेकिन अगर अनुकूल संचालन नही करते तो 209 रुपए प्रति घंटा की हानि होगी यह एक आसान उधारण था इस से साबित होता है की हमें अनुकूलित वितरण ही करना चाहिए अगर कोई बदलाव नही होता है तो साल भर मे 8760×2091830840 Rs रुपए बचाए जा सकते है यह सब बिना हानि के देखा गया है अब लाइन लोस को ध्यान मे रख कर इकनोमिक डिस्पेच देखेंगे लोड फ़लो अध्यन हम पहले भी कर चुके है हमने देखा था अंक्षेपन शक्ति बराबर है i1mPgii1nPLiPloss के यहाँ n बसेस और m जेनरेटर दिए गए है इस समीकरण को ऐसे लिख सकते है i1nPgi i1nPLiPloss यानी कि यह m है इसका मतलब जहाँ जेनरेटर है वहाँ Pgi लेंगे जहाँ नही है वहाँ Pgi0 लेंगे इसलिए इसे ऐसे लिख सकते है i1nPgi i1nPLiPloss यह जेनरेटर Pgi है यह लोड PLi है केवल वास्तविक पावर मानी गई है यानी कि यह नेट इंजेक्टड पावर PiPgi PLi है तो इस समीकरण कोi1nPiPloss लिख सकते है इसका मतलब सभी बसेस पर इंजेक्टड पावर का जोड़ पावर लोस के बराबर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे इसीलिए यहाँ m की बजाय n लिया गया है nm है जब जेनरेटर है तो उसे इसमें मान लेंगे लेकिन अगर नही है तो तो यह 0 PLi हो जाएगा इसलिए i12n होगा उसी तर्क से यानी कंसेर्वेशन ओफ़ पवर के सिद्धांत से PLossi1nPii1mPgi i1nPLi लिख सकते है यह समीकरण 23 है इसका मतलब सभी बसेस पर इंजेक्टड पावर का जोड़ लोस के बराबर है यह सब परिभाषित किया गया है Pi net injected power at bus i PLosstotal line loss Pgi power generated by ithgenerator PLi load at bus i मान लें की PLi निर्दिष्टित और स्थिर है यानी कि लोड स्थिर है लेकिन Pgi चर है तो समीकरण 3 द्वारा हम देख सकते है कि PLoss Pgi पर आश्रित है क्यूँकि PLi स्थिर है मतलब PLoss Pgi का फलन है बस 1 स्लेक बस है और स्लेक बस पवर P1Pg1P1PL1 है जैसे की पहले बताया गया था की अगर स्लेक बस से लोड जुड़ा हुआ है तो उसे पुनरावर्ती प्रक्रम मे नही लेंगे वह असल मे एक डम्मी वेरिएबल है जिसकी हमें ज़रूरत नही लेकिन लोड फ़लो स्टडी मे हमने देखा था के उस वक़्त Pg1बराबर है P1PL1 के और यह आश्रित चर है जिसे लोड फ़लो समीकरणों को हल कर कर प्राप्त किया जा सकता है यहाँ केवल Pgi ही स्वतंत्र चर है तो एक पावर सिस्टम के लिए PLi और QLi सभी बसेस पर दिए गए है और बस i 1 2 3m के लिए वोल्टेज मेग्निट्यूड Vi निर्दिष्टित है PLoss फलन है जो की इस तरह लिखा जा सकता है PLossPLossPg2Pg3Pgm क्यूँकि बस 1 स्लेक बस है यानी की लोस Pg2Pg3Pgm का फलन है PLossPLossPg2Pg3Pgm है क्यूँकि PLossi1nPii1mPgi i1nPLi है लेकिन बस 1 स्लेक बस है और Pg1P1PL1 इसका मतलब लोस Pg2Pg3Pgm का फलन है यह फ़ोर्मूला बाद मे डिराइव करेंगे क्यूँकि यह थोड़ी लम्बी डेरिवेशन है समीकरण 24 लोड फ़लो से प्राप्त हुई है यह कुल इंधन लागत की अभिव्यक्ति है CTi1mCiPgi यह समीकरण 24 है यह हमने पहले भी देखी है चूँकि यहाँ लोस को ध्यान मे रखा गया है इसलिएi1mPgi PLossPg2Pg3Pgm PL0 है यह पावर बेलनस समीकरण है इसे 25 अंकित किया गया है Pg के लिए सीमाएँ इस प्रकार दी गई हैं PgiminPgiPgimax अब लगरंजियन मल्टीपलयर से इसे हल करेंगे पहले जेनरेटर की सीमाओं के बिना इसे देखेंगे यह ऑग्यूमेंटेड कोस्ट फ़ंक्शन CTi1mCiPgi i1mPgi PLossPg2Pg3Pgm PL है यह समीकरण 27 है लगरंजियन मल्टीपलयर है अब के रिस्पेक्ट मे डेरिवेटिव लेंगे और इसे 0 बराबर रखेंगे डेरिवेटिव लेने पर यहाँ माइनस साइन आएगा लेकिन अगर 0 रखेंगे तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नही dCTdλi1mPgi PLoss PL0 यह समीकरण 28 है अब इसकी डेरिवेटिव Pg1 के रिस्पेक्ट मे ले कर dCTdPg1dC1dPg1 प्राप्त होगा

CTi1mCiPgi λi1mPgi PLossPg2Pg3Pgm PLको इस तरह लिखा है Pg1 के रिस्पेक्ट मे डेरिवेटिव लेने पर dCTdPg1dC1dPg1 λ0 प्राप्त होगा यानी कि dC1dPg1 होगा dCTdPg1dC1dPg1 λ0 यह समीकरण 29 है और यह दूसरी डेरिवेटिव है i23m के लिए dCTdPgidCidPgi λ1 dPLossdPgi0 लेकिन यह i 1 पर डेरिवेटिव पहले ही प्राप्त कर ली है तो समीकरण 28 29 30 डेरिवेटिव लेने पर प्राप्त हुई है समीकरण 30 से यह प्राप्त होगा LidCidPgiλ जहाँ Li11 dPLossdPgi i23m के लिए यह समीकरण 32 है समझने के लिए दुबारा से इस समीकरण को लिख रहे है dCidPgi1 dPLossdPgi जहाँ Li11 dPLossdPgi परिभाषित किया गया है यानी कि LidCidPgi होगा यह समीकरण LidCidPgiλ i23m के लिए है Li ith जेनरेटर के लिए पेनल्टी फेक्टर कहलता है समीकरण 29 dC1dPg1 λ0 है जिसे 1× dC1dPg1 लिख सकते है इसका मतलबL11 है लेकिन L2L3 1 के बराबर नही है क्यूँकि यह केवल L11 से सम्बंधित है Li ith जेनरेटर के लिए पेनल्टी फेक्टर है अनुकूलन के लिए ज़रूरी स्थिति समीकरण 29 और 30 मे दी गई है इन्हें L1dC1dPg1L2dC2dPg2L3dC3dPg3LmdCmdPgmλ लिख सकते है यह समीकरण 34 है और यहाँ L11 है समीकरण 34 इस तरफ़ इशारा करती है की अनुकूल वितरण के लिए सभी जेनरेटर्स के लिए LidCidPgiλ होगा जब हानि को नज़रानदाज किया था तब L1L2Lm नही थे लेकिन यहाँ यह होंगे L11 तो है लेकिन L2Lm प्राप्त करने होंगे इन्हें प्राप्त करने के लिए लोस फ़ोर्मूला और डेरिवेटिव उपयोगी होंगे dC1dPg1dC2dPg2dC3dPg3 यह सब ICs यानी कि इंक्रिमेंटल कोस्ट है और यह पेनल्टी फेक्टर Li से भारित है तो यह स्थिति है अब इसका उधाहरण देखेंगे बड़े पेनल्टी फेक्टर प्लांट को अवांछित बनाती है और इसे छोटे इंक्रिमेंटल कोस्ट की ज़रूरत होती है इस से इंधन लागत कम हो जाएगी अब उधारण 4 लेंगे यह दो बस प्रोबलेम है यह जेनरेटर Pg1 और Pg2 है यहाँ PL1 300 MW और PL2 70 MW है यहाँ दोनो जेनरेटिंग यूनिट के इंक्रिमेंटल कोस्ट भी दिए गए है IC1035 Pg141 RsMWhr और IC2035 Pg241 RsMWhr लोस भी अभिव्यक्त किया गया है PLoss 0001Pg2 702MW उदेशय यह है कि अनुकूलतम वितरण और ट्रांसमिशन लिंक का पावर लोस प्राप्त करना है यहाँ ट्रांसमिशन लिंक मतलब यह लाइन यानी यह लाइन लोस प्राप्त करना है यह अरेखिए समीकरण है यह ऐसे सीधे तौर पर हल नही किए जा सकते इसे परीक्षण त्रुटि विधि से हल करेंगे आगे चल कर इसे पुनरावर्ती प्रक्रम से हल करेंगे हालाँकि इसकी व्याख्या नही दी जाएगी लेकिन आख़िरी समीकरण दिया जाएगा इसे पुनरावर्ती प्रक्रम से खुद हल करें